नमस्कार और इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी भाग 2 मॉड्यूल 20 में आपका स्वागत है हम प्लॉट या डेटा रिकॉर्ड करने का तरीका जानने जा रहे हैं ताकि हम इसे कंट्रोल चार्ट में प्लॉट कर सकें इसलिए मुझे लगता है कि मैंने इस बारे में पहले ही चर्चा कर ली थी कि मिलिंग उदाहरणों के बारे में जहां हम इस टर्मिनल ब्लॉक स्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं और हमने उन्हें उप समूह विभिन्न उप समूहों के रूप में दर्ज किया है और प्रत्येक उप समूह में लगभग 5 अवलोकन हैं जैसा कि आप A से E देख सकते हैं और माप की इकाइयाँ इस 08000 पर 00001 इंच दर्ज की गई हैं तो यह कुछ ऐसा है जो हम केवल गणना की अतिरेक को रोकने के लिए कर रहे हैं मैंने आपको पहले दिखाया था कि ऐसे मामलों में आपको एक परिवर्तन करना होगा आप मूल रूप से 08750 माध्य मान से 08000 घटाकर परिवर्तन कर रहे हैं और फिर इससे गुणा या इसे 104 से गुणा कर रहे है इसलिए आपके पास वास्तविक मान हो सकते हैं जो गणना वगैरह के लिए फिट हैं और फिर आप एक बार फिर से परिवर्तन कर सकते हैं जब आप स्टैंडर्ड देविएशन में माध्य पर जानकारी को उनकी सांख्यिकीय विधि के माध्यम से उत्पन्न करने में सक्षम होंगे इसलिए आप यहां करीब 15 16 उप समूहों के बारे में देख सकते हैं जो उपलब्ध हैं और वे समय के विभिन्न बिंदुओं पर दर्ज किए गए हैं वास्तव में यह डेटा है जिसके बारे में आप कह सकते हैं बता दें कि यह 3 7 से शुरू हुआ था इसलिए मूल रूप से 7 मार्च सभी बहुत दूर लगभग 3 अप्रैल के आसपास थे इसलिए करीब एक महीने के डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं और उन सभी दिनों में जिन पर डेटा नहीं लिया गया है मूल रूप से इसे 7 मार्च को 3 बार या 3 उप समूहों में लिया गया है 8 मार्च को फिर से 3 बार या 3 उप समूह फिर से 9 मार्च को फिर से 3 बार 3 उप समूह मार्च के 10 वें और फिर इसे 2 अप्रैल को फिर से 2 बार लिया गया है और 3 अप्रैल को 2 बार शायद कुछ हद तक प्रक्रिया नियंत्रण में था जिसे इस प्रक्रिया में निष्पादित किया गया था और उन्हें पता चला कि मार्च के दसवें पर शायद प्रक्रिया वापस नियंत्रण में थी तो उन्होंने इसे फिर एक बार फिर से चेक किया आप अप्रैल के महीने में दो आगामी दिनों को जानते हैं तो यह कहते हुए कि यदि आप यहाँ किए गए विभिन्न अवलोकनों को देखें तो यह 08772 को दर्शाता है और यहाँ किए गए परिवर्तन के कारण इसे 772 804 779 719 और 7777 के रूप में दिखाया गया है तो यह है कि आपने कैसे गणना की है तो मूल रूप से इसका मतलब है 08774 माफ कीजिए 2 08804 08779 08719 08777 और सबके अतिरिक्त 0800 और 104 से गुणा किया जाता है तो यह हो सकता है कि आपके पास इसका कारक हो तो जाहिर है कुल इन सभी मानो की गणना की जाती है तो आप माध्य और रेंज की गणना कर सकते हैं मूल रूप से रेंज अधिकतम अवलोकन माइनस न्यूनतम अवलोकन है तो इस विशेष मामले में अधिकतम अवलोकन 804 है और न्यूनतम मान 719 है तो यह 85 के करीब लाता है जिसे आप रेंज के रूप में जानते हैं तो आपने इन सभी अलग अलग वितरणों के लिए यहां x और R की गणना कैसे की है तो आपके पास उप समूह 2 के रूप में 750 और 54 उप समूह 3 के रूप में 751 और 51 हैं और इसी तरह 777 और 27 का उप समूह 16 और इसके बाद के संस्करण हैं तो इसलिए आप जानते हैं कि आप x और R चार्ट के संदर्भ में इन सभी अलग अलग 16 अवलोकन को एक ऊर्ध्वाधर तालिका पर रिकॉर्ड करते हैं और आप अपने माध्ययों के माध्य की गणना करते हैं इसलिए मूल रूप सेx̿ माध्ययों के माध्य है इसलिए यहां कुल 12 129 होता है तो आप अलग अलग करते हैं कि कहाँ अवलोकन की संख्या या उप समूह 16 है और यह 758 रिकॉर्ड है इस प्रकार यह माध्ययों के माध्य और माध्य रेंज जो 621 बाई 16 तक निकलती है जो कि इस विशेष मामले में लगभग 39 है तो जाहिर है क्योंकि हम 5 के उप समूह आकार के बारे में बात कर रहे हैं तो आप x चार्ट में जानते हैं कि यह तालिका सारणीबद्ध तरीके से उपलब्ध है जिसे मैं बाद में साझा करने जा रहा हूं लेकिन तब मूल रूप से A2 जो कि माध्ययों के माध्य के संबंध में रेंज के विचलन का गुणांक है जो वास्तव में इस उप समूहों का एक फंक्शन है तो 5 के उप समूह आकार के लिए 5 के उप समूह आकार के लिए A2 को 058 के रूप में दर्ज किया गया है तो इसलिए आपके पास x̿ A2 R के रूप में परिभाषित 2 सीमाएं हो सकती हैं जो वास्तव में इस मामले में 758 058 है जो कि R है तो यह 781 हो जाता है और x चार्ट की लोअर लिमिट x -A2R होती है जो कि 758 08 है जो वास्तव में 735 के बराबर है तो यह है कि आप मूल रूप से इस विशेष मामले में अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट का पता लगाते हैं तो यह तौर तरीकों का हिस्सा है अब उपलब्ध निरीक्षक की छोटी संख्या के कारण यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक चार्ट के लिए नमूने का कुल उत्पादन का लगभग 5 भागों और प्रश्न पर निरीक्षण किया जाएगा तो यह संख्या जो वास्तव में आ रही है जो कि दिन के दौरान दोहराए जाने वाले उप समूह 5 और x टाइम्स है जो अनिवार्य रूप से 5 उत्पादन सीमा है जो कि कुल उत्पादन सीमा का 5 है जो निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए यह भी तय किया गया है कि सभी माप उत्पादन के स्थान पर किए जाएंगे और यह तय किया गया था कि एक दिन में हमने उत्पादित हिस्से के प्रत्येक 20 भागों को मापा क्योंकि इसका 5 इसलिए जाहिर है100 में से 5 और प्रत्येक 20 भागों में एक तो इसलिए उप समूह का आकार इस 20 भागों को देखने का एक प्रकार है 20 भागों में एक 5 की तरह आप जानते है तो बाईं ओर का आंकड़ा यहां सभी अवलोकन को दर्शाता है इसलिए निरीक्षण करने की विधि वास्तव में प्रत्येक चार्ट के लिए डेटा को सुरक्षित करने के लिए थी और इन मापों को माइक्रो मीटर स्क्रू गेज माध्य का उपयोग करके स्लॉट चौड़ाई के 2 भागों को मापने के लिए था तो ये वास्तव में माध्य माप हैं तो यह तौर तरीका था और इस तरह कंट्रोल चार्ट है इसलिए हम इस डेटा से जो हमने तालिका कंट्रोल्ड तालिका से लिया हम चार्ट की रचना शुरू कर देते हैं इसलिए लिमिट 08781 जो अपर लिमिट में बदल जाती हैं जो यहां 781 में प्राप्त हुई थी तो मूल रूप से यह 0800 के अतिरिक्त है और यह 781 के 00001 से गुणा किया जाता है यह परिवर्तन है इसलिए 08781 है तो यह अपर लिमिट है और इसी तरह 08735 लोअर लिमिट है इस प्रकार हमने 08781 और 08735 दोनों लाइनों को यहां प्लॉट किया है और जाहिर है कि सेंट्रल लाइन का मतलब है कि इसका माध्ययों के माध्य x̿ 08758 है तो पहले 16 उप समूहों के वास्तविक माप इस विशेष तालिका में दिखाए गए हैं इन टर्मिनल ब्लॉकों पर उप समूहों की संख्या 1600 के उत्पादन क्रम के अनुरूप है तो इसलिए उप समूह लगभग 80 भागों के 16 गुना 5 के अनुरूप हैं जो कि इस 1600 का लगभग 5 प्रतिशत है इसलिए कंट्रोल चार्ट स्कीम में तय की गई कुल उत्पादन सीमा का 5 प्रतिशत रिकॉर्ड करने के मानदंडों के साथ असंतुष्टता प्रकट की जाती है और हम यहां दर्ज किए गए विभिन्न मानो के अनुरूप x का प्लॉट देख सकते हैं उदाहरण के लिए इस विशेष मामले में x 08770 निकलता है तो आप इस बिंदु को पहले उप समूह के रूप में 08770 के रूप में देख सकते हैं यह 08758 से काफी दूर है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह फिर से दूसरा उप समूह है जो फिर से पद से मेल खाता है यदि आप बिंदु 08750 को देखते हैं तो यह 058 उप समूहों से नीचे है तो यहाँ यह नीचे है तो यह दूसरा बिंदु है फिर तीसरा बिंदु इसी प्रकार चौथा बिंदु पांचवां बिंदु 6th वां बिंदु सातवां बिंदु और इसी तरह तो मूल रूप से आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह इन 16 उप समूहों को प्लॉट करने के लिए है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां x दर्ज किया गया है तो यह है कि आप इन सभी 16 उप समूहों को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसलिए UCL और LCL के रूप में कंट्रोल चार्ट डोमेन में यह सब रिकॉर्ड करना बहुत स्पष्ट है और इसी तरह कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर किया जा सकता है इसलिए 12 वें उप समूह के समय इसलिए इस विशेष उप समूह के बारे में उत्पादन आर्डर के पूरा होने से पहले और कंट्रोल सीमा के लिए सेंट्रल लाइन की गणना से पहले गुणवत्ता कंट्रोल निरीक्षक ने मशीन ऑपरेटर को सूचित किया जो कभी कभी टर्मिनल ब्लॉक पर प्रदर्शन की जांच कर रहा था जो सिरा मशीन से बाहर आया और अभी भी गर्म था तो 12 वें उप समूह के बाद जैसा कि आप अचानक देख सकते हैं कि माप के समग्र स्तर में बदलाव है क्योंकि शीतलन के इस अतिरिक्त कारक को माप प्रणाली में पेश किया गया है इसलिए यह मूल रूप से क्या निर्णय लेने के बारे में बहुत अधिक स्पष्ट दिखाई देता है हम उस तरीके को नियंत्रित करने या संशोधित करने के लिए ले जा रहे हैं जिस तरह निरीक्षण किया जाता है या यहां तक कि कंट्रोल चार्ट भी प्लॉट किया जाता है इसे कंट्रोल चार्ट में बहुत विवेकपूर्ण रूप से दर्ज किया जा रहा है और प्रक्रिया के कारण यह बाहर आता है आप जानते हैं कि यह बहुत विश्वसनीय और आसान है तो निष्पक्ष में हमारे पास लगभग 16 उप समूह थे और उप समूह का आकार 5 था जिसके लिए हमने x̿ कारक और R चार्ट के लिए A2 और D4 कारकों की गणना की तो अब R चार्ट को प्लॉट करेंगे तो जाहिर है R या रेंज बार इस विशेष मान से निर्धारित किया गया था जैसा कि जो 39 है तो अगर मैं सिर्फ 39 पर परिवर्तन करू जो 00001 39 है जो कुछ भी 00039 के बारे में परिवर्तन की अनुमति दी गई है जो रेंज चार्ट माध्य या 00039 के आसपास केंद्रित है जिसे यहां चित्रित किया जा रहा है और अगर हमारे पास 5 का उप समूह आकार था तो रेंज चार्ट का निचला स्तर वास्तव में समाप्त हो जाता है क्योंकि यह उप समूह आकार 5 से ऊपर है जिसे आप निचली श्रेणी मानते हैं लेकिन अपर लिमिट का वर्णन इस विशेष मामले में D4R और D4 द्वारा दर्शाया गया है इस विशेष मामले में माना गया है कि टेबल से 211 आया है इसलिए 211 0039 जो कि 20082 के करीब है और जो रेंज चार्ट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट है इसलिए अनिवार्य रूप से यह पार करेगा अब अलग अलग उप समूह श्रेणियों को देख रहे हैं जो बाहर आ गए हैं और जैसा मैं याद कर पा रहा हूं कि यह सब रेंजेस हैं जिन्हें यहां 00085 0054 00051 00036 के रूप में प्लॉट किया गया है इसलिए उन्हें उपसमूह 1 उपसमूह 2 उपसमूह 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 के रूप में प्लॉट किया जा रहा है तो यह है कि आप अलग अलग 16 उपसमूहों को प्लॉट कर रहे हैं यहां जो उप समूह 1 महत्वपूर्ण है जो R चार्ट पर अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर है यही वह है जो आप अभी देख सकते हैं अपर कंट्रोल लिमिट 00082 है और डेटा यहाँ 00085 दर्ज किया गया था तो यह रेंज चार्ट उपसमूह 10 की अपर कंट्रोल लिमिट से ठीक ऊपर है उदाहरण के लिए x चार्ट पर लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे है इस प्रकार यह 10 वीं आकृति है जो वास्तव में X चार्ट पर LCL से नीचे है सेंट्रल लाइन के नीचे 6 बिंदुओं के अंतिम 10 से अधिक है इसलिए यदि आप इस तरह से देखते हैं कि इस चार्ट से रेंज चार्ट कैसे प्लॉट किया गया है उदाहरण के लिए यदि आप 16 से शुरू करते हैं तो 16 वीं 15 वीं 14 वीं 13 वीं 12 वीं 11 वीं 10 वीं 9 वीं तक हैं कि वास्तव में इन सभी विभिन्न मानो में कम से कम 6 मान हैं जो R का माध्य या R चार्ट के मध्य रेखा के नीचे में है इस प्रकार इस प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से कण्ट्रोल दिखाई नहीं दे रहा है इस कारण से इस प्रक्रिया में या उप समूह 10 में अवलोकन वास्तव में LCL से आगे निकल जाता है तो उस विशेष चरण में अस्वीकृति के लिए यह अनुपलभ्य है इसलिए कंट्रोल चार्ट आपको कुछ अनुमान या कुछ डेटा देता है डेटा कैसे प्लॉट किया जाता है इसके बारे में व्याख्या करता है इसलिए यह कहते हुए कि अब मैं समय को देखते हुए में इस मॉड्यूल को बंद करना चाहूंगा लेकिन अगले मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कुछ बदलावों के कारण किस तरह से बदलाव होंगे कि हम कण्ट्रोल चार्ट प्लाट कर सके और परिणामस्वरूप उस वर्णन के दौरान प्रोसेस कण्ट्रोल के संदर्भ में क्या होगा तो अब अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम इस मॉड्यूल को बंद करते हैं